सभी को नमस्कार आज हम मल्टीप्लिकेशनयानी कि गुणाकार और डिवीजन यानी कि विभाजन के बारे में डिस्कस करेंगे आप सोच रहे होंगे कि हमने एडिशन और सबट्रैक्शन के बारे में डिस्कशन किया पर अभी तक हमने मल्टीप्लिकेशन और डिविजन के बारे में चर्चा नहीं किया एक कारण यह है कि वह थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और उसमें हमें लगातार एडिशन और सबट्रैक्शन करना है और हम भी कॉन्बिनेशनल सर्किट डिस्कस कर रहे थे तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के दूसरे तरीके भी है जैसे सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट से भी कर सकते हैं पर हम कॉन्बिनेशनल सर्किट पर आधार बायनरी मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी डिविजन इस क्लास में देखेंगे तो शुरुआत में हम बायनरी मल्टीप्लिकेशन और डिविजन का कांसेप्ट देखेंगे और फिर हम उसका एक लॉजिक सर्किट देखेंगे तो बायनरी मल्टीप्लिकेशन जो है वह डेसिमल मल्टीप्लिकेशन के समान है केवल इतना ही फर्क है कि यहां हम बायनरी डिजिट का इस्तेमाल करेंगे तो अगर हम 0 को 0 से मल्टिप्लाई करते हैं तो उत्तर 0 होगा 0 और 1 का उत्तर 0 होगा 1 और 0 का उत्तर 0 होगा 1 और 1 का उत्तर 1 होगा 0 x 0 0 0 x 1 0 1 x 0 0 1 x 1 1 तू यदि हम मल्टीप्लिकंड x और मल्टीप्लेयर y पर ध्यान दे तो इन दोनों को फ़ैक्टर कहा जाता है और जो इसका उत्तर मिलेगा वह इन दोनों का प्रोडक्ट होगा और यदि हम इसे ट्रुथ टेबल के फॉर्म में लिखें तो x और y का रिलेशनशिप m है m xy तो यह 1 बिट के लिए था यदि हम नंबर ऑफ बिट्स बढ़ा रहे हैं तो यहां हम एक उदाहरण देखेंगे 4 बिट मल्टीप्लिकंड का जिसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 बिट मल्टीप्लेयर से तो हम उदाहरण ले रहे हैं 13 और 2 का जिसका उत्तर डेसिमल मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से 26 है तो यह हम कैसे करेंगे सबसे पहले हम 13 और 2 को बायनरी में लिखेंगे जिसका उत्तर 1 1 0 1 और 0 0 1 0 है तो हम पहले 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 0 1 से यह एक तरीके का 1 बिट ऑपरेशन होगा तो यह एक AND ऑपरेशन है जो हम कर रहे हैं और इसका उत्तर सारा 0 आएगा इसके बाद हम शिफ्ट करते हैं मतलब यह पोजीशन कंसीडर न करते हुए हम अगला पोजीशन देखते हैं और फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 0 1 से तो उत्तर 1 1 0 1 है अब हमें यह मिला है तो 0 डायरेक्टली यहां आ जाएगा m0 के प्लस पर जो कि फर्स्ट प्लेस या फिर यूनिटस प्लेस है फिर 01 1 00 0 01 1 और यह 1 है यदि कैरी होगा तो हम उसे ऐड कर देंगे नॉर्मल एडिशन के तरह हम देख सकते हैं की 16's प्लेस पर 1 है 8 प्लेस पर 1 है और 2's प्लेस पर 1 है तो कुल मिलाकर 26 है यदि हमें एक उदाहरण देखना है जहां मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कैरी आता है तो उदाहरण के तौर पर हम 13 को 3 से मल्टिप्लाई कर रहे हैं जिसका उत्तर 39 है तो 13 बायनरी में 1 1 0 1 है और 3 बायनरी में 0 0 1 1 है तो 1 को 1 1 0 1 से मल्टिप्लाई करने पर 1 1 0 1 मिलेगा एक शिफ्ट के बाद फिर से 1 से मल्टिप्लाई करने पर 1 1 0 1 मिलेगा तो यह 1 डायरेक्टली यहां आएगा और बाकी बिट्स के लिए हम एडिशन प्रोसेस करेंगे तो 01 1 10 1 110 1 और एक कैरी जनरेट होता है फिर यह कैरी और यह 1 का उत्तर 0 और एक कैरी जनरेट होता तो यह हमारा फाइनल कैरी होगा हम देख सकते हैं की 32's प्लेस पर 1 है 4 प्लेस पर 1 है 2's प्लेस पर 1 और 1's प्लेस पर 1 है तो कुल मिलाकर 39 है इसी तरीके से अगर हम दो 4 बिट मल्टीप्लिकेशन देखें तो उदाहरण के तौर पर हम 1 1 0 1 को 1 0 1 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब 13 को 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसका उत्तर डेसिमल में 143 है तो यहां सबसे पहला मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ है जिसका उत्तर 1 1 0 1 आएगा फिर हम एक बिट से शिफ्ट करेंगे और मल्टीप्लिकेशन का उत्तर 1 1 0 1 आएगा एक और बिट से शिफ्ट करेंगे और मल्टीप्लिकेशन का उत्तर सारे 0's आएंगे और एक शिफ्ट के बाद 1 1 0 1 आएगा अब इनका एडिशन करेंगे उसके बाद उत्तर 1 0 0 0 1 1 1 1 ऐसा मिलता है हम देख सकते हैं की 128's प्लेस पर 1 है 8 प्लेस पर 1 है 4's प्लेस पर 1 है 2's प्लेस पर 1 है और 1's प्लेस पर 1 है तो कुल मिलाकर 143 है अब हम इस मल्टीप्लिकेशन को रियलाइज करने वाले लॉजिक सर्किट का हार्डवेयर देखेंगे तो हम देख रहे हैं 4 बिट का मल्टीप्लिकेशन 2 बिट के साथ इस केस में एक 4 बिट नंबर है जो कि जनरल है इसके पहले हमने स्पेसिफिक उदाहरण लिया था तो यह 4 बिट नंबर जो है वह कुछ भी हो सकता है तो इसे हम x3 x2 x1 और x0 इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे यह 2 बिट नंबर को y1 और y0 इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले हम y0 को मल्टीप्लाई करेंगे x3 x0 के साथ तो बेसिकली यह बिटवाइस AND ऑपरेशन है x3 x2 x1 x0 का y0 के साथ तो इसे हमने यहां रिप्रेजेंट किया है फिर y1 को हम AND करेंगे x3 x2 x1 x0 से फिर हम एडिशन करेंगे यह दोनों ऐड होगा और m0 बनेगा फिर यह एडिशन m1 बनेगा अब इसमें एक कैरी होने की संभावना है और बाकी सारी चीजें भी होंगी तो यदि हम इसका पॉसिबल सर्किट के तरफ देखे तो सबसे पहले 2 इनपुट AND गेट का एक बैंक है जिसमें से एक इनपुट y0 है हर केस में आप देखे तो वह y0 है और दूसरा इनपुट x3 है फर्स्ट केस के लिए से लेकर x0 लास्ट केस के लिए तो यह AND आउटपुट है जो कि सीधे m0 बन जाता है फिर जो जनरेट होता है वह x1y0 जिसे हम पाशॅल प्रोडक्ट कहते हैं उसे ऐड करेंगे दूसरी इनपुट के साथ जिसमें आप देख सकते हैं सारे में y1 है और फिर x3 से x0 तक है तो इस AND से जो जेनरेट होगा उससे x0y1 को ऐड करना है और फिर जो आउटपुट आता है वह m1 बन जाता है और जो कैरी जेनरेट होता है उसे हम अगले प्लेस पर फीड कर देते हैं जहां x2y0 और x1y1 का एडिशन हो रहा है तो पिछले स्टेज का कैरी x2y0 x1y1 का एडिशन होता है उसका आउटपुट m2 बन जाता है और ऐसे ही फिर वह चलते जाएगा तो 4 बिट नंबर जैसे आप जानते हैं यह बिट्स यहां m है और यह n है तो कुल मिलाकर m प्लस n नंबर ऑफ बिट्स पॉसिबल है इस प्रोडक्ट में अब हम थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स चीज देखेंगे तो यह 4 बिट क्रॉस 4 बिट मल्टीप्लिकेशन है तो आप देख सकते हैं इसके कंपलेक्सिटी के वजह से इसे हमने कांबिनेशनल लॉजिक सर्किट के डिस्कशन के आखिर में रखा है तो इस तरीके से इसे अरेंज किया है स्टेज बाइ स्टेज जो हमने पहले देखा था वह 4 बिट बाइ 2 बिट था यह एडर का एक बैंक है जहां हमने रिजल्ट को खत्म किया है अब और दो बिट है तीसरा बिट और चौथा बिट जिसके लिए दो और एडर का बैंक है और यह आखिर में हमको m0 से m7 तक देगा इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखेंगे जो कि मुश्किल नहीं होगा समझने में तो उदाहरण के तौर पर हम 13 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम देखेंगे कि यह हार्डवेयर में कैसे चलता है इस तरीके के एडर के अरेंजमेंट में तो 13 को हम x3 से x0 तक में रिप्रेजेंट करेंगे और 11 को हम y3 से y0 तक में रिप्रेजेंट करेंगे तो पहला रो यह x3 से x0 यह 0 है यह फर्स्ट रो एडर इनपुट है जिसके बारे में हम बात कर रहे तो इस प्लेस पर 0 है और उसके बाद x 3 y 1 तो जब हम इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं तो वह 1 1 0 1 है तो यह 1 1 0 1 जो हमें मिलता है और इस एडर का दूसरा इनपुट x 3 x 2 x 1 x 0 जिसे हम AND करेंगे y0 से y0 1 है तो यह हमें 1 1 0 1 देता है 1 1 0 1 एक शिफ्टड वर्शन है और यहां 0 है जो किसी के साथ ऐड नहीं हो रहा है तो यह 1 1 0 1 है यह जो 1 है वह डायरेक्टली आउटपुट की ओर जा रहा है प्रोडक्ट जेनरेशन के लिए तो यह सारे इनपुटस इस हाफ ऐडर के बैंक का है बैंक में पहला हाफ ऐडर है और बाकी सारे फुल ऐडर है तो जब हम इसे ऐड करते हैं तो 01 1 101 तो यह ऐडर का इनपुट है फुल ऐडर का आउटपुट नेक्स्ट सेट ऑफ ऐडरस का इनपुट बनता है तो यह इनपुट है नेक्स्ट सेट ऑफ ऐडरस के लिए और वह ऐडर का आउटपुट बन रहा है तो यह आप देखेंगे अगले ग्रुप में तो यह सारे ऐडर आउटपुट है और पिछले स्टेज के आउटपुट है और जो कैरी हमें मिलता है पिछले स्टेज से और फिर हम उसे फिर से मल्टिप्लाई करते हैं y2 को x3 x2 x1 x0 तो यह सारे 0 रहेंगे तो जो यहां हमें दिख रहा है वह 0 0 0 0 है उसे हम फिर से ऐड करेंगे और उस एडिशन का रिजल्ट यहां आएगा इस एडिशन का रिजल्ट यहां आएगा इस एडिशन का रिजल्ट यहां आएगा इस एडिशन का रिजल्ट यहां आएगा इस एडिशन का रिजल्ट यहां आएगा यदि कोई कैरी आ रहा हो तो उसे फिर से AND करेंगे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 0 1 को 1 से तो फिर हमें जो रिजल्ट मिलता है वह 1 1 0 1 है तो 0 1 यह 1 0 0 1 1 0 है वह 1 यहां कैरी के तौर पर आ रहा है 1 1 0 और यह 1 है तो हम इन सार 1's को जमा करेंगे और वह हमें हमारा फाइल उत्तर देता है जोकि 1 0 0 0 1 1 1 1 है तो समय की कमी है वरना हम उसे इंडिविजुअल प्लेसेस पर रखते और वह कैसे हो रहा है वह देखते तो हमने केवल उसे साइड बाय साइड रखा है पर आप उन सारे वैल्यूस को वहां रख सकते हैं और एक के पीछे एक ऐड कर सकते हैं फिर हम फाइनल रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे तो अब हम विभाजन यानी कि डिवीजन के तरफ चलेंगे तो बायनरी डिवीजन में 2 आउटपुट रहता है एक क्वोशन्ट और दूसरा रिमेंडर है डिविडेंड को हम डिवाइसर से डिवाइड करते हैं डिविडेंड को कैपिटल D से डिवाइसर को छोटा d से क्वोशन्ट को q से और रिमेंडर को r से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम डिवीजन कैसे इंप्लीमेंट करेंगे यह डेसिमल डिविजन के समान है तो उदाहरण लेते हैं जहां 1 0 1 1 को हम 1 1 से डिवाइड कर रहे हैं D d x q r तो सबसे पहले 1 0 1 1 से छोटा है तो इसे 0 से मल्टिप्लाई करना होगा पर यह लीडिंग 0 का कोई मतलब नहीं बनता है तो यह 0 0 इसे यदि हम 10 से सबट्रैक्ट करते हैं तो हमें 1 0 ही मिलता है अब हम अगला बिट लेंगे तो अब वह 1 0 1 बन जाएगा अब आप 1 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोही पॉसिबिलिटी है या तो 0 या 1 तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 1 मिलता है यदि इस इसे इसे यदि हम सबट्रैक्ट करे तो यह 0 और यह 1 है इसका मतलब हमें बोरो लेना होगा तो बोरो यहां है तो 1 1 कैंसिल हो जाता है तो हमें 1 0 मिलता है और हम अगला वैल्यू लेंगे जिससे वह 1 0 1 बन जाएगा फिर से हम 1 1 को 1 से मल्टिप्लाई करेंगे और फिर सबट्रैक्ट करने पर 1 0 मिलता है और यह यहीं खत्म हो जाता है तो क्वोशन्ट 1 1 है और रिमेंडर 1 0 है 1 0 1 1 मतलब 11 है डिवाइसर 1 1 मतलब 3 है तो 11 को 3 से डिवाइड करने पर हमें क्वोशन्ट 3 और रिमेंडर 2 मिलता है तो 3 गुणाकार मल्टीप्लाई multiply 3 प्लस 2 जिसका उत्तर 11 है तो यह था 4 बिट का डिवीजन 2 बिट से यदि हम एक ऐसा उदाहरण लेते हैं बड़े नंबर के साथ जैसे कि 7 बिट का डिवीजन 4 बिट से तो उदाहरण लेते हैं जहां 1 1 1 0 1 0 1 को हम 1 1 0 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो सबसे पहले हम 1 1 0 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका उत्तर 1 1 0 1 इसे सबट्रैक्ट करने पर 0 0 1 1 मिलता है फिर हम एक और बिट लेंगे लेकिन फिर भी यह नंबर छोटा ही रहता है तो हमें 1 1 0 1 को 0 से मल्टीप्लाई करना होगा तो यह 0 है इसे यदि हम सबट्रैक्ट करें तो हमें 0 1 1 मिलेगा फिर हम अगला 0 को लेंगे और इसके बाद भी वह नंबर छोटा ही रहता है तो फिर से हमें 1 1 0 1 को 0 से मल्टीप्लाई करना होगा फिर सबट्रैक्ट करने पर 1 1 0 मिलता है फिर हम अगला 1 को लेंगे तो वह 1 1 0 1 बन जाता है फिर हम 1 1 0 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस बार हमें कोई रिमाइंडर नहीं मिलता है तो ओरिजिनल नंबर 1 1 1 0 1 0 1 जो कि 117 है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं 1 1 0 1 से जो कि 13 है और हमें क्वोशन्ट में 9 और रिमाइंडर में 0 मिला है इसे इंप्लीमेंट करने के लिए फिर से अरे बेस्ट स्ट्रक्चर को देखेंगे इस अरे में हम क्रॉस प्वाइंट यूनिट सेल का उपयोग करेंगे तो यूनिट सेल यहां कुछ इस तरीके से दिखता है तो हम इसे एक्सप्लेन करेंगे कि वह क्या है और हम उसका एक उदाहरण भी देखेंगे जैसे हमने पहले देखा था इस यूनिट सेल को इनपुट x और y है और यह फुल सबट्रैक्ट है x माइनस y फुल सबट्रैक्शन है 2's कंप्लीमेंट का सबट्रैक्शन हमने पहले सीखा है हम यहां स्टैंडर्ड सबट्रेक्टर या फुल सबट्रेक्टर सर्किट भी ले सकते हैं तो इस उदाहरण में फुल सबट्रेक्टर ट्रुथ टेबल है तो यह बोरो इन है यह बोरो आउट है यह डिफरेंस है और यह x है जिससे y को सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो 0 0 यह 0 है 0 1 x माइनस y तो 01 तो डिफरेंस 1 है और बोरो 1 है 1 0 यह 1 है कोई बोरो की जरूरत नहीं है 1 1 यह 0 0 है तो यहां 0 0 है पर पिछले स्टेज का बोरो है जिसे हम बोरो इन कहते हैं तो बेसिकली वह 0 माइनस 1 है तो यह 1 1 है तो वह बेसिकली 0 माइनस 2 है वह 1 प्लस 1 2 बन जाता है अगर हम पिछले स्टेज से बोरो लेते हैं तो बोरो 1 है मतलब 2 वह पिछले स्टेज से बनता है क्योंकि वह एक हायर प्लेस पर है तो डिफरेंस 0 है तो 1 1 और यह 0 0 और 1 1 1 है फिर 1 और हम एक बोरो लेते हैं तो जिसके वजह से वह 3 बन जाता है 3 माइनस यह 1 और एक 1 जिसका उत्तर 1 है तो इस तरीके से हमें ट्रूथ टेबल मिलेगा यदि आप रिलेशनशिप को देखें तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंस केवल उन्हीं केसस लिए आ रहा है जहां ऑड नंबर ऑफ 1's है यहां इवन नंबर ऑफ 1's है इसलिए डिफरेंस 0 है इसका मतलब यह x y और b in के बीच XOR ऑपरेशन है इसी तरीके से अगर हम b out पर ध्यान दे तो वह x प्राइम y प्लस x प्राइम b in प्लस y b in है वह कैरी के समान है पर कैरी जनरेशन के केस में यह x प्राइम नहीं था वह c in कैरी इन था d x ⊕ y ⊕ bin इसी तरीके से bout x'y x'bin ybin तो इस तरीके से हम फुल सबट्रैक्टर सर्किट मिल सकता है तो इस फुल सबट्रैक्टर में इनपुट b in है आउटपुट b out है फिर यह फुल सबट्रैक्टर आउटपुट को दिया जाता है एक 21 मल्टीप्लैक्सर को तो मल्टीप्लैक्सर में एक सिलेक्ट लाइन है जिसके रिलेशनशिप के बारे में हमें पहले ही पता है यदि सिलेक्ट लाइन 0 रहा तो इनपुट यहां 0 है तो x को पास करते हैं यूनिट सेल आउटपुट के तौर पर यह एक अच्छी चीज है फुल सबट्रैक्टर एल्गोरिदम या अप्रोच का जो हम देखेंगे अगर यह 0 है तो यह जो सबट्रैक्ट करना इस सेल में केवल वही पास होता है सबट्रैक्शन रिजल्ट या डिफरेंस नहीं अगर यह 1 है तो डिफरेंस पास होता है तो यह चीज हमें ध्यान रखनी होगी और जो दूसरा आउटपुट आपको दिख रहा है जो भी यहां किया जा रहा है वही इंफॉर्मेशन वही सिलेक्ट लाइन अगले स्टेज को जाता है तो दूसरा इसी तरीके का कोई सेल हो सकता है जो इसी तरीके का सिलेक्ट इनपुट मांग रहा हो मल्टीप्लैक्सर के लिए तो बोरो आउट बोरो इन वह नंबर जिससे इस नंबर को सबट्रैक्ट करना है और आखिर में वह रिजल्ट जोकि वह नंबर है जिससे वह सबट्रैक्ट हुआ है या डिफरेंस सिलेक्ट इनपुट के आधार पर इस तरीके से हम यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो यह सारी इसके इनपुट है तो बोरो इन सिलेक्ट आउटपुट सिलेक्ट इनपुट या बोरो आउट यह नंबर जिसे सबट्रैक्ट करना है जिसे हम सबट्राहैंड कहते हैं यह मायन्यूएंड है और यह आउटपुट है जोकि मायन्यूएंड या डिफरेंस है अब फिर से थोड़ा सा कॉन्प्लेक्स सर्किट है यह डिविजन कर रहा है 7 बिट नंबर का 4 बिट नंबर से यदि हमें 8 बिट नंबर का 4 बिट नंबर से डिविजन करना हो तो यहां आपको एक और स्टेज लगेगा तो इसे इस तरह देखा जाना चाहिए यदि आप इस का अरेंजमेंट देखे तो वह उसी तरीके से है जैसे हम नॉर्मल डिविजन करते हैं जो कि हायर बिट से डिवीजन तो D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 है तो धीरे धीरे वह राइट शिफ्ट कर रहा है तो मल्टीप्लेयर और डिवाइडर के सीक्वेंशियल लॉजिक बेस्ट सर्किट डेवलपमेंट में इस तरीके के लेफ्ट और राइट शिफ्ट को कंसीडर किया जाता है तो यह सर्किट है और जो आप देख सकते हैं वह बोरो आउट है जो जनरेट हो रहा था और इस बोरो आउट का इनवर्टेड वर्जन को फीड किया जाता है मल्टीप्लेयर के सिलेक्ट इनपुट के तौर पर तो अगर फाइनल स्टेज पर कैरी जेनरेट होता है तो यह 1 है जो कि 0 बन जाएगा तो जब कैरी जेनरेट होता है और अगर हम पीछे जाए अगर यह 0 है तो जिस नंबर से उसे सबट्रैक्ट किया गया है मायन्यूएंड यहां आएगा नहीं तो डिफरेंस आएगा और कैरी का इनवर्टड हिस्सा हमें क्वोशन्ट देगा और यह हमें रिमाइंडर देगा तो यह एल्गोरिदम है जिस पर हम आ पहुंचे हैं और यदि हमें एक शेप दिया जाए एक यूनिट सेल बेस अरे डिवाइडर सर्किट द्वारा नोट इस पैराग्राफ में कैरी का जो रेफरेंस है उसका मतलब बोरो है सबट्रैक्टर सर्किट के लिए तो इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे हम वही उदाहरण लेंगे जो हमने पहले लिया था 117 को हम डिवाइड कर रहे हैं 13 से तो 117 डिविडेंड और 13 डिवाइसर है डिविडेंड को हम D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 ऐसे लिखेंगे तो सबसे पहले D6 D5 D4 D3 लेंगे D6 D5 D4 D3 1 1 1 0 है जिसे हमने नीले रंग में दिखाया है डिवाइसर को हमने भूरे रंग में दिखाया है फिर हम क्या कर रहे हैं हम सबट्रैक्शन कर रहे हैं और हर सबट्रैक्शन में हम बोरो को देख रहे हैं तो 1 को 0 से सबट्रैक्ट कर रहे हैं जिसका उत्तर 1 है यह बोरो इधर आ रहा है 1 1 0 फिर से 1 10 तो फाइनल कैरी बोरो 0 है इसे हम इनवर्ट करेंगे जो कि 1 है और यह q3 है तो यह 1 है और यह बोरो आउट है फाइनल वाला जो जनरेट हो रहा है तो जब q3 है तो डिफरेंस रिजल्ट जाएगा सबट्रैक्टर के अगले लेवल पर यहां जो हमें दिख रहा है वह 1 1 है यह 0 यहां आ रहा है सबट्रैक्शन का उत्तर 0 है इस केस में 1 को 0 से सबट्रैक्ट कर रहे हैं जिसका उत्तर 1 है तो 1 यहां आ रहा है तो मायन्यूएंड के लिए हमें यह सारे बिट्स मिल रहे हैं और सबट्राहैंड के लिए पहले प्लेस पर 0 है तो यह 0 है यहां पर अगला d3 d2 d1 d0 है तो 1 1 0 1 है इस सबट्रैक्टर के लिए तो D2 इंट्रोड्यूस होता है D6 से D3 तक था तो अब D2 इंट्रोड्यूस हो रहा है तो यह नीले रंग में है तो D2 1 1 1 0 है फिर वह 1 है तो यह 1 यहां आ रहा है तो अगला क्या करेंगे हम फिर से इस सेट का सब ट्रैक्शन करेंगे तो 1 1 0 0 टू 1 1 है 0 11 बोरो 1 है 1 1 0 मतलब 2 है तो यहां 0 है और फिर से 1 है तो 0 1 1 और फिर बोरो आउट 1 है इसका इन्वर्स् 0 है तो यह क्वोशन्ट q2 है यह इन्वर्स् मल्टीप्लैक्सर इनपुट को जाएगा जब यह 0 है तो डिफरेंस नहीं बल्कि मायन्यूएंड आएगा सबट्रैक्टर के अगले लेवल पर तो यह जो रिजल्ट 0 है वह ऐसा नहीं आएगा तो यह 0 यहां आएगा तो यह 0 यहां आएगा और यह 1 यहां आएगा तो 1 यहां आएगा डिफरेंस रिजल्ट नहीं तो यह हमने देखा है मल्टीप्लैक्सर का ऑपरेशन तो इस सबट्रैक्टर के लिए हमने D1 के लिए 0 इंट्रोड्यूस किया है और जो सबट्रैक्ट करना है वह 1 1 0 1 है जो भूरे रंग में है और इस जगह के लिए वह 0 है हम फिर से सबट्रैक्शन करेंगे और देखेंगे तो 0 1 में हमें बोरो 1 मिलेगा 1 1 0 1 10 1 01 1 10 और फिर यह 1 और बोरो आउट है फिर से बोरो 1है मौजूद है तो उसका इन्वर्स् 0 है हमें q1 मिलेगा और यह फिर से 0 है हम यह देखेंगे की डिफरेंसनहीं बल्कि मायन्यूएंड सबट्रैक्टर के अगले लेवल पर आ रहा है तो जो यहां आ रहा है वह 0 है यह 1 है यह 1 है यह 0 है और यह 1 है जो D0 बिट है तो हमें 1 1 0 1 मिलेगा तो सबट्रैक्ट करने के लिए D3 D0 तक वह 1 1 0 1 है सबट्रैक्शन करने के बाद हम देख सकते हैं कि इसका उत्तर सारा 0 है और बोरो 0 है तो उसका इन्वर्स् 1 है और यदि यह कोई नंबर बचता तो वह रिमाइंडर बनता तो यहां रिमाइंडर सारा 0 है मेरा मतलब है r3 r2 r1 r0 0 0 0 0 है q3 q2 q1 q0 के लिए हम सारे बोरो को लेंगे जो कि 1 0 0 1 है तो इस तरीके से यह किया जाता है आप कोई भी दूसरा नंबर ले कर देख सकते हैं जहां भी आपने देखा है कि जहां केवल 0 ऐड हो रहा है या फिर पहला स्टेज तो फुल सबट्रैक्टर के बजाय हम हाफ सबट्रैक्टर ले सकते हैं इसका हमने लॉजिक ट्रुथ टेबल या सर्किट डिस्कस नहीं किया है पर इसी तरीके से वह आ जाएगा इससे हम इस क्लास के कंक्लूजन पर आ पहुंचे हैं तो दो 1 बिट नंबर के बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट लॉजिकल AND ऑपरेशन से मिलता है 1 बिट नंबर से ज्यादा के मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट के लिए हम पाशॅल प्रोडक्ट का एडिशन करेंगे एप्रोप्रियेट शिफ्ट के बाद मल्टीप्लेयर को मिलने के लिए जो कांबिनेशनल सर्किट हम लेते हैं वह उस अरेंजमेंट के अंतर्गत ही शिफ्ट करता है बाइनरी डिविजन क्वोशन्ट और रिमाइंडर जनरेट करता है और उसमें डिवाइसर का सबट्रैक्शन होता है एप्रोप्रियेट शिफ्ट के बाद तो कांबिनेशनल सर्किट जो सेल एरे यूज़ करता है उस अरेंजमेंट के अंतर्गत शिफ्ट परफॉर्म करता है और जैसे हमने पहले डिस्कस किया है उसे हम एक सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट से भी कर सकते हैं कुछ और अरेंजमेंट के साथ जो कुछ तरीके से एफिशिएंट माना जाता जिसके बारे हम कुछ ज्यादा बाद में पढ़ेंगे धन्यवाद